फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रो देवप्रिया दास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर सर्किट थ्योरम्स जारी इसलिए हम आपके होमोजेनििटी प्रॉपर्टी पर आएंगे स्लाइड समय देखें 0019 तो मूल रूप से यह आवश्यक है कि यदि इनपुट जिसे एक्साटेशन है कहा जाता है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई से किया जाता है तो इसे आउटपुट जिसे रिस्पांस कहा जाता है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई से किया जाता है यही है 0 के लिए एक रेजिस्टेंस Ω' का नियम वोल्टेज v के लिए इनपुट करंट जारी करता है स्लाइड समय देखें 0041 तो v R यदि करंट को बढ़ाया जाता है या यदि ब्रैकेट में कांस्टेंट k द्वारा कमी या कमी लिखी जाती है तो k R kv के k के अनुसार वोल्टेज बढ़ता या घटता है तो यह समीकरण 2 है यह अध्याय 42 है लेकिन 2 3 इस तरह से होगा और एडीटीवीadd की प्रॉपर्टी स्लाइड समय देखें 0106 यह आवश्यक है कि इनपुट के एक योग का रिस्पांसअलग अलग लागू किए गए प्रत्येक इनपुट के रिस्पांस का योग है मान लीजिए कि इनपुट में इनपुट है तो एक से अधिक इनपुट क्या हैं और फिर आउटपुट को इस सभी इनपुट को जोड़कर एक रिस्पांस मिल रहा है अब यदि इनपुट और आउटपुट रिस्पांस में से एक पर एक बार विचार कर रहे हैं और इसे योग कर रहे हैं अगर यह कि इनपुट के बराबर राशि जहां इनपुटमें डाल रहे हैं और आउटपुटरिस्पांस प्राप्त कर रहे हैं तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी यह है कि अलग अलग लागू किए गए प्रत्येक इनपुट के जवाबों के योग के लिए इनपुट की राशि की रिस्पांस आवश्यक है मतलब इनपुट के मानों में कई r हैं जो कई इनपुट कहते हैं तो एक समय पर एक पर विचार करें और आउटपुट रिस्पांस मिल रही है और इसे जोड़ें अब इनपुट पर फिर से सभी इनपुट्स हैं आउटपुट रिस्पांस मिलता है यह 2 आर के बराबर होना चाहिए यह कॉल वास्तव में एडिटिविटी प्रॉपर्टी है स्लाइड समय देखें 0213 तो एक रेजिस्टेंस के वोल्टेज करंट रिलेशनका उपयोग करते हुए अगर v1 i1 R और v2 i2 R I1 i2 लगाने से यह v i1 i2 R देता है जो कि i1 r i2 R है तो v r v1 v2 यह एडिटिविटी प्रॉपर्टी है तो इस शर्त के रूप में यहाँ है कि क्या संतुष्ट किया जाना है इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि रजिस्टर एक लीनियर एलिमेंट है क्योंकि अगर वोल्टेज करंट संबंध होमोजेनििटी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी दोनों को संतुष्ट करता है तब केवल वह लीनियर एलिमेंट होता है जिसमें होमोजेनििटी और एडिटिविटी दोनों प्रॉपर्टी को संतुष्ट करना होता है तो फिर क्या यह एक लीनियर एलिमेंट है सामान्य तौर पर एक सर्किट एक लीनियर होता है अगर यह होमोजीनियस और एडिटिव दोनों है स्लाइड समय देखें 0306 तो एक लीनियर सर्किट में केवल लीनियर एलिमेंट होते हैं इसलिएलीनियर डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स इसलिए यदि इसे इसके लिए रेखांकित किया जाता है तो एक लीनियर सर्किट में केवल एक लीनियर सर्किट लीनियर इंडिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरे शब्दों में यह सब एक लीनियर सर्किट को रेखांकित करता है एक आउटपुट सीधे इसके इनपुट के आनुपातिक है इसके इनपुट आउटपुट के सीधे आनुपातिक है फिर सर्किट को लीनियर सर्किट कहा जाता है लेकिन ध्यान दें कि R पर p वर्ग R v वर्ग है यह वह है जो इसे नॉन लीनियर सर्किट है तो पावर वोल्टेज नॉन लीनियर सर्किट है तो यह वह जगह है जहां इस पुस्तक में कहीं लिखा गया है पुस्तक वास्तव में अध्याय नहीं लिखा जाएगा यह अध्याय होगा पुस्तक वास्तव में कभी भी पूरी नहीं होगी यह अध्याय होगा इसलिए इस अध्याय में केवल लीनियर सर्किट पर ध्यान केंद्रित करें और इस अध्याय में शामिल थ्योरम गैर रैखिक सर्किट नॉन लीनियर सर्किट पर लागू नहीं होते हैं इसलिए इसलिए इस मामले में हमारी पावर के लिए लागू नहीं है तो जल्दी हम लीनियर सर्किट के लिए जाते हैं स्लाइड समय देखें 0419 तो परीक्षा के उद्देश्य से व्याख्या करने के लिएलिनियेरिटी प्रिंसिपल इस फिगर पर विचार करता है 1 तो एक वोल्टेज सोर्स है एक वोल्टेज सोर्स है और यहां बाएं हाथ एक रजिस्टर लोड रोकनेवाला है और करंटइसके माध्यम से बह रहा है और एक लीनियर सर्किट के बीच बिना इंडिपेंडेंट आर के बीच में इस हिस्से को एक लीनियर सर्किट कहा जाता है लेकिन बिना किसी इंडिपेंडेंट सोर्स के और यह वोल्टेज है और यह अपना है जिसे एक लोड रजिस्टर कहते है जिससे करंट प्रवाहित हो रही है स्लाइड समय देखें 0529 तो यह बताया कि उदाहरण के लिए v यहाँ मान लीजिए कि जो कुछ भी कहा गया है वही माना जाता है यदि v 100 वोल्ट है उस समय करंट 20 एम्पीयर है लेकिन अगर हम v 10 वोल्ट बनाते हैं तो करंट 2 एम्पीयर होगा क्योंकि गुणा k 01 तो यह है कि लीनियर क्या कहता है तो यह है कि यह उस के अनुसार लिनियेरिटी प्रिंसिपल है यह शर्त को पूरा करना होगा तो अगला i0 निर्धारित होता है जब v 3 वोल्ट और v 6 वोल्ट सर्किट 2 में दिखाया गया है स्लाइड समय देखें 0609 तो इस मामले में एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स vx है लुक हालांकि इस सभी समीकरणों केवीएल केसीएल सभी का अध्ययन हमने अभी किया है तो इस मामले में यह वोल्टेज vx है और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स vx है तो यह vx वास्तव में vx वास्तव में 2 r i1 यह vx है तो इस मामले में क्या कर सकते हैं आर लागू है और अगर देखते हैं कि आर के बीच में 2 मेशहैं तो हमें कॉल करने के लिए एक वोल्टेज सोर्स है यह एककरंट सोर्स नहीं है तो हम केवीएल लागू करते हैं और तदनुसार इस एक को हल करते हैं और साबित करते हैं कि क्या यह एक लीनियर है या नहीं तो इस मामले में हम केवीएल लागू करते हैं इसलिए यह सर्किट कृपया इस मेष 1 और मेष 2 को लागू करते हैं इसलिए हम इसे फिर से नहीं बता रहे हैं और यह करंट है यह करंट है यह करंटयहाँ है यह चिह्नित किया गया है कि यह करंट r i0 है यहाँ करंट I0 है इसलिए स्लाइड समय देखें 0725 तो KVL अगर ऐसा लागू होता है तो दोनों मेषों को 2 समीकरण मिलेंगे एक है 12 i1 4 l 2 v a 0 और फिर मिलेगा 4 i1 16 i2 v vx 0 लेकिन vx 2 i कि यह वोल्टेज v है और इसे एक बार i0 ज्ञात किया जाता है जब v 3 वोल्ट और v 6 वोल्ट होता है तो यह प्राप्त करने के बाद जब v 3 वोल्ट सर्किट को हल करता है तो i0 3 बाइ 28 एम्पीयर मिलेगा स्लाइड समय देखें 0756 जब v 6 वोल्ट i0 6 बाइइसको हम क्या कहेंगे 28 एम्पीयर इसका मतलब है कि जब यह 3 वोल्ट है तो यह 3 बाइ 28 है जब यह 6 वोल्ट का वोल्टेज दोगुना हो जाता है तो करंट में भी 6 बाइ28 एम्पीयर दोगुना हो जाता है तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब सोर्स वोल्टेज दोगुना होता है i0 भी दोगुना हो जाता है तो सर्किट में लीनियर सर्किट है तो इसी तरह एक और एक है जो निर्धारित करता है v0 जब 5 एम्पीयर और 10 एम्पीयर सर्किट है स्लाइड समय देखें 0833 तो अपना यह वास्तव में क्या कहते हैं वह करंट सोर्स है एक करंट सोर्स को r क्या v0 कहा जाता है यह वोल्टेजvoltage0 v0 है तो v0 वास्तव में 4 r i2 यह v0 है और इस मामले में v0 का पता लगाना है जब 5 एम्पीयर तो यह 5 एम्पीयर एक और मामला है जब 10 एम्पीयर और अगर एम्पीयर से 10 एम्पीयर का मतलब है कि करंट में दोगुना हो जाना स्वाभाविक रूप से v0 भी इसे हल करता है तो इसे दोगुना करना होगा इसलिए तदनुसार इसे हल करें तो यह करंट की डायरेक्शन है यह 5 एम्पीयर है कि यह r i1 समान डायरेक्शन में है है तो मूल रूप से i1 या i1 इसलिए यह तो यदि लागू होता है तो जिसे अपना केवीएल कहते हैं मेष 2 में लागू करें स्लाइड समय देखें 0940 इसलिए सभी यहां फिर से नहीं लिख रहे हैं मेष 2 में केवीएल लागू करने के लिए समझ में आता है इसलिए i2 i1 6 से इसलिए v0 4 i2 तो 5 एम्पीयर स्लाइड समय देखें 0955 तो इसका मतलब है कि i1 5 एम्पीयर इसलिए i1 इसलिए i2 i1 बाइ 6 यहां बताया गया है तो यहाँ यह दिया गया है कि i2 r 5 बाइ 6 एम्पीयरampere और v0 भी r 4 बाइ 2 से क्षमा करें 4 i2 और v0 i2 20बाइ 6 वोल्ट अब जब 10 एम्पीयर तो i1 भी 10 एम्पीयर इसलिए i2 i1 6 या 10 से 6 एम्पीयर तो v0 फिर 4 i1 तो यह 40 बाइ 60 वोल्ट है तो यह 20 बाइ 60 वोल्ट था जब करंट 5 एम्पीयर 5 एम्पीयर था जब 10 बनाया गया था जिसे दोगुना किया गया था इसलिए वोल्टेज भी दोगुना हो गया था तो इससे सर्किट कह सकते हैं एक लीनियर है तो अगला सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल है इसलिए यह कुछ इस तरह है स्लाइड समय देखें 1044 इसलिए यदि सर्किट में 2 या अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो प्रत्येक वेरिएबल के लिए प्रत्येक इंडिपेंडेंट सोर्स के योगदान को निर्धारित कर सकता है और फिर उन्हें जोड़ सकता है मान लें कि हमारे पास 2 या अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो एक समय में एक विचार करें कि अन्य स्रोतों को बंद कर दिया जाना चाहिए और उन्हें जोड़ना चाहिए फिर ये दृष्टिकोण एक सुपर पोजीशन के रूप में जाना जाता है तो सुपरपोजिशन का विचार लिनियेरिटी प्रॉपर्टी पर टिकी हुई है तो फिर इसे रेखांकित किया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है कि किसी एलिमेंट या वोल्टेज के माध्यम से एक एलिमेंट के पार करंट के माध्यम से वोल्टेज है यही कारण है कि ब्रैकेट में करंट के माध्यम से या वोल्टेज के माध्यम से करंट को लिख दिया है एक लीनियर सर्किट में एक एलिमेंट उसएलिमेंट के माध्यम से या उस वोल्टेज के माध्यम से करंट का अलजेब्रिक सम होता है जो अकेले प्रत्येक इंडिपेंडेंट सोर्स के कारण होता है मतलब जब भी सुपर पोजिशन लगाते हैं तो एक समय में केवल एक सोर्स पर विचार करें इंडिपेंडेंट सोर्स केवल इंडिपेंडेंट सोर्स है अगर वे डिपेंडेंट सोर्स हैं तो सर्किट में बरकरार रहेगा उन्हें बंद नहीं कर सकता है इसलिए बाद में हम देखेंगे और वह इसका मतलब है अगर एक बार में एक पर विचार करें तो या तो एलिमेंट के माध्यम से एलिमेंट या वोल्टेज के पार एलिमेंट इंडिपेंडेंट रूप से इसे बनाते हैं और फिर इसे जोड़ते हैं जो कुछ भी मिलेगा सर्किट की सेवा एक पूरे के रूप में वही मिलेगा जो सुपर पोजिशन है केवल बात यह है कि सुपर पोजिशन केस जहां यह दृष्टिकोण अच्छा है लेकिन यह हमारी गणना करेगा यह हमारा अधिक समय का कंज्यूम मेरे पास में इसको मेरा करंट करेगा स्लाइड समय देखें 1229 तो इसका मतलब है कि हमारा लागू करने के लिए 2 बातें हमारे दिमाग में रखनी चाहिए एक बात को एक इंडिपेंडेंट सोर्स माना जाता है जिसे एक समय में एक इंडिपेंडेंट सोर्स माना जाता है एक समय में केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स और अन्य सभी इंडिपेंडेंट सोर्स को बंद कर दिया जाता है इसका मतलब है कि हम प्रत्येक वोल्टेज सोर्स को 0 वोल्ट द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं इसका मतलब हैहमारा शॉर्ट सर्किट कि वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होना चाहिए और 0 एम्पीयर द्वारा प्रत्येक करंट सोर्स है कि यह एक ओपन सर्किट है हम बाद में देखेंगे उदाहरण में कुछ उदाहरण हम ले लेंगे कि हमने सिंपल और अधिक मेनेजेबल सर्किट प्राप्त किया कि यदि यह एक वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट है एक बार में एक पर विचार करें और यदि यह एक करंट सोर्स है तो इसे ऐसे खोलें क्योंकि एक समय में केवल एक सोर्स पर विचार करना है डिपेंडेंट सोर्सऔर डिपेंडेंट सोर्स को वेरिएबल द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसलिए उन्हें बरकरार छोड़ दिया जाता है लेकिन अगर डिपेंडेंट सोर्सहैं तो बस इसे बंद नहीं कर सकते क्योंकि उनके वैल्यू हमारे करंट या वोल्टेज पर निर्भर हैं इसलिए कि वे एक अक्षुण्ण देंगे कि बाद में कैसे देखेंगे इसलिए सर्किट एनालिसिस सुपरपोजिशन में बहुत हल्के ढंग से अधिक काम शामिल हो सकता है और यह एक बड़ा नुकसान है स्लाइड समय देखें 1347 सुपरपोजिशन लिनियारिटी पर सबसे अच्छा है और यह करंट सोर्स के कारण पावर पर प्रभाव पर लागू नहीं होता है क्योंकि रजिस्टर द्वाराअवशोषित की गई पावर वोल्टेज के स्क्वायर पर अथवा करंट के स्क्वायर पर निर्भर करती है तो यह पावर के लिए लागू नहीं है लेकिन वोल्टेज और करंट के लिए यह लागू है तो सुपरपोजिशन थ्योरमका उपयोग करके v निर्धारित करते हैं सर्किट में इस चीज़ को दर्शाया गया है स्लाइड समय देखें 1412 पता लगाना है कि जो क्या है पता लगाना है कि हमारा वोल्टेज v सामान्य रूप से v 2 जो सामान्य रूप से है क्योंकि यह करंट फ्लो प्रवाह है जो सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग कर रहा है एक वोल्टेज सोर्स बनाना है स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट और एक स्वतंत्र करंट सोर्स है वहाँ यह 6 एम्पीयर है तो अब यह कैसे करेगा पहली बात यह है कि आर सुपरपोजिशन थ्योरम लागू करने से क्या होता है एक बार में केवल एक ही सोर्स लगेगा कि इसे कैसे बना सकते हैं तो इस मामले में जब करंट सोर्स को बंद कर दिया जाता है कि हमारा 6 एम्पीयर सोर्स बंद हो जाता है तो यह सर्किट होता है स्लाइड समय देखें 1501 यह वह सर्किट है जो हमारा है यह वह सर्किट है जब उस समय 6 एम्पीयर होता है i1 करंट बहता है इस i1 के माध्यम से जो हमने लिया है और जब करंट सोर्स होता है तब वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स यह करंट सोर्स होता है अब और 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स एक समय में एक शॉर्ट सर्किट है यदि यह एक करंट सोर्स है तो इसे ओपन करना होगा अगर यह एक वोल्टेज सोर्स है तो इसे उस समय शॉर्ट करना होगा जब यहां करंट लिया जाता है i3 इस ब्रांच के लिए यह i3 है इसका मतलब है कि सर्किट में करंटमें पहले r वास्तव में r i1 r i3 क्योंकि यह हमारा जिसे हम कहते हैं वोल्टेज v यह वोल्टेज v1 है क्योंकि सुपरपोजिशन तब वोल्टेज v2 है इसलिए पहले सर्किट में वास्तव में बस मुझे सर्किट पर जाने की अनुमति दें यहां यह करंट है इसलिए सुपरपोजिशन थ्योरम के कारण इस 2 अलग सर्किट को प्राप्त करने के बाद ब्रेकिंग के बाद इसलिए इस मामले में 2 Ω रजिस्टेंस के लिए जब करंट सोर्स ओपन है तो यह करंट i1 है और जब आर वोल्टेज सोर्स शार्ट है लेकिन करंट सोर्स i3 है तो मूल रूप से r i1 i3 और v1 r 2 i1 और v2 2 i3 और v v1 v2 क्योंकि यहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक समय में एक सोर्स ले रहे हैं यहाँ यह v1 है इसलिए यह v2 है मूल रूप से यह v1 v2 बन जाएगा इसलिए इसे स्थानांतरित करने से पहले तो इस मामले में यह पता लगाना बहुत आसान है कि i1 करंट क्या है इसलिए यदि केवीएल यहां लागू करें तो यह 4 2 होगा यह सिंपल सर्किट है और कुछ भी नहीं है स्लाइड समय देखें 1650 तो मूल रूप से 6 i1 12 इसलिए i1 2 एम्पीयर या यह एक इसका मतलब है कि v1 v1 2 i1 तो i1 2 एम्पीयर तो इसका मतलब है कि v1 2 2 4 वोल्ट यह हमारा v1 है इसी तरह बस हमें इसे साफ करने दें इसी तरह अगर इस सर्किट को हल करें तो यह मूल रूप से हमारे पास शुरुआत में है जिसे हमने करंट डिविजन मेथड से जाना है तो यह मूल रूप से एक पैरलल सर्किट है यह 4 Ω और यह 2 Ω पैरलल में हैं और 6 एम्पीयर करंट यहां प्रवेश कर रहा है यह 4 Ω और2 Ω पैरलल में हैंतब करंट डिविजन मेथड क्या होगा फिर i3 क्या होगा स्लाइड समय देखें 1742 सीधे i3 लिख सकते हैं तो यह इसके माध्यम से i3 का पता लगाना है तो यह रुख ४ है तो 4 बाइ 4 2 यह 4 है और यह 2 r6 है इसलिए यह वास्तव में 4 है तो करंट डिविजन मेथड से सीधे i3 4 एम्पीयर रास्ता खोज सकता है और यदि r i3 4 एम्पीयर है तो v2 r 2 i3 जो कि 2 4 है जो r 8 वोल्ट है तो यहाँ हमें v1 4 वोल्ट मिला है और यहाँ हमें v2 8 वोल्ट मिला है फिर v क्या है v होगा v1 1 v2 जो कि 4 8 है जो कि r 12 वोल्ट है तो यह है कि यह सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार v है लेकिन इसे हल करके सत्यापित करना होगा लेकिन इस सर्किट को हल करके सत्यापित करना होगा एक पूरे के रूप में इस सर्किट को हल करते हैं और पता लगाते हैं कि और हमारा जिसे कहते है कि यह v 12 वोल्ट या नहीं यह भी हल है स्लाइड समय देखें 1853 तो यह सब चीजें अब हैं चेक के लिए इस r i1 i3 6 एम्पीयर को हल करें और v 12 वोल्ट तो परिणाम की जाँच करने से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि भैया हमारा जिसे क्या कहते हैं सर्किट को हल करें और देखें कि यहां 6 एम्पीयर मिलेगा क्योंकि यहां हल करते समय यहां से देखने पर हमें यहां i1 r 2 एम्पीयर मिला और यहां हल करते समय इस सर्किट के लिए हमें i3 4 एम्पीयर मिला स्लाइड समय देखें 1920 तो सुपरपोजिशन थ्योरम कि वास्तव में i1 i3 2 4 6 एम्पीयर और यदि यह 6 एम्पीयर है तो रेजिस्टेंस 2 Ω था तो 2 6 12 वोल्ट तो यह और इसका मतलब है कि यह सर्किट हल पता लगाएगा 6 एम्पियर और v 6 12 वोल्ट मिलेगा तो यह सब कुछ हमने ऐसा किया है इसका मतलब है कि r यहाँ क्या कहता है इसे v 12 वोल्ट दिया जाता है तो सर्किट को हल करने पर प्रॉब्लम को सुपरपोजिशन थ्योरम और एक पूरे के रूप में अगर सर्किट को हल किया जाता है स्लाइड समय देखें 2015 अब अगला सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग कर रहा है फिगर 4 में सर्किट में ix का पता करें इसलिए इस मामले में यह पता लगाना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करने वाला ix क्या है इसका मतलब है इस ix का पता लगाना है और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 5 ix है और जैसा कि कहा गया है कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स सर्किट में बरकरार नहीं होना चाहिए इसे हटा नहीं सकते इसे बंद नहीं कर सकते लेकिन एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स 4 एम्पीयर है और एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट है अन्य सभी ईएच रेजिस्टेंस मान दिए गए हैं हमें यहां यह पता लगाना होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करके ix क्या कहते हैं तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे एक बार में एक सोर्स पर विचार करेंगे एक बार इस वोल्टेज सोर्स पर विचार करेंगे या करंट सोर्स पर विचार करेंगे जब वोल्टेज सोर्स पर विचार किया जाता है तो यह खुला होगा जब करंट सोर्स पर विचार करेगा यह उस समय शॉर्ट हो जाएगा जब प्रत्येक केस ix बदल जाएगा तो ix मूल रूप से ix ix ix 'ix यह बन जाएगा तो आइए हम देखते हैं बस होल्ड करें स्लाइड समय देखें 2141 तो इस मामले में कि सर्किट को कहा जाता है कि डिपेंडेंट वोल्ट के साथ के रूप में बरकरार होना चाहिए कि ix है ix ix ix होना चाहिए अब ix करंट 5 Ω रेजिस्टेंस 4 एम्पीयर करंट सोर्स के कारण केवल फिगर 47 में दिखाया गया है स्लाइड समय देखें 2150 अब सुपरपोजिशन हम अप्लाई कर रहे हैं तो यह वोल्टेज इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ शॉर्ट किया जाता है यहाँ वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया जाता है स्लाइड समय देखें 2153 तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया जाता है यहां हमने केवल करंट को शॉर्ट किया है जब 4 एम्पियर करंट सोर्स केवल उस समय होता है यह करंट ix है कहा ix ix ' ix ix ix और इसी तरह और सभी मेष आर के अनुसार जिसे i1 i2 i3 कहा जाता है और यहाँ भी निर्भर करता है कि यह यहाँ निर्भर है यह भी 5 ix होगा तो यह ix नहीं है अब यह ix है इसी तरह जब वोल्टेज सोर्स होता है स्लाइड समय देखें 2237 जब वोल्टेज सोर्स है तो करंट सोर्स है देखो किवोल्टेज सोर्स नहीं है यह उस समयओपन नहीं है जब यह ix है और यहाँ भी r 5 ix है तो इसका मतलब है इस सर्किटऔर उस सर्किट को ix और ix m 'के लिए हल करना है फिर इसे जोड़ें और सर्किट के रूप में पूरे को जोड़ने पर एक ही उत्तर मिलेगा तो इसका मतलब है पहले इस सर्किट को हल करना होगा इस सर्किट को हल करना होगा एक बात यह है कि यह सब बातें लिखी गई हैं कि एक नोड है तो यह 4 एम्पीयर करंट इस तरीके से जा रही है स्लाइड समय देखें 2317 तो यह r 4 एम्पीयर होगा और यह i3 करंट क्लॉकवाइज हमने लिया है तो यह i3 भी नोड में प्रवेश कर रहा है और ix नोड भी नोड में प्रवेश कर रहा है इसलिए यदि नोड पर KCL लागू करें तो यह r i3 ix बन जाएगा दोनों करंट में प्रवेश कर रहे हैं नोड और 4 एम्पीयर छोड़ रहा है और यह r 4 है तो इस मामले में इस सर्किट को हल करने के लिए जिसे केसीएलल कहते हैं की जरूरत है इसलिए यह तो इस r1 के लिए समान रूप से इस i1 4 एम्पीयर के लिए यदि इस मेष को इस i1 4 एम्पीयर को देखें क्योंकि यहां इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो यह ऊपर की दिशा में यह 4 एम्पीयर है तो i1 4 एम्पीयर स्लाइड समय देखें 2415 तो आराम से आसानी से लागू कर सकते हैंक्या कहते हैं अपना कि केबीएल और केसीएल भी इस नोड पर बताया और तदनुसार सर्किट हल कर सकते हैं तो यह सब चीजें दी गई हैं तो अगर यह हमारा जिसे कहते हैं सर्किट 47 a 7 a और यह सर्किट 7 b है स्लाइड समय देखें 2447 तो केवीएल लागू करते समय मेष 2 के अनुसार समीकरण 3 प्राप्त होगा यहां समीकरण 3 है अब कृपया अप्लाई करें क्योंकि यह सब केवीएल केसीएल के माध्यम से चला गया है इसी तरह मेष 3 के लिए जो हमारा क्या है 5 यह के लिए एक और समीकरण है और नोड पर एक बताया गया केसीएल है जो 4 है ix 5 5 तो समीकरण 3 और 4 में समीकरण 2 और 5 को प्रतिस्थापित करें तो 2 एक साथ समीकरण देने के बाद यह मिलेगा कि r 3 i2 2 ix 8 8 और i2 5 है और ix 20 है यदि इन 2 समीकरण को हल करें तो ix 52 बाइ 17 एम्पीयर मिलेगा स्लाइड समय देखें 2525 अब ix 'प्राप्त करने के लिए फिर से 4 एम्पीयर करंट सोर्स को बंद करें जिसे हमने देखा है वह फिगर 7b में दिखाया गया है जो कि हमने भी देखा है तो यहां भी मेष 4 के लिए केवीएल लागू करें यहां जहां मैं यह सर्किट ले रहा हूं यह मेष 4 कह रहे हैं यह हमारा मेष4 है यह मेष 4 है और यह मेष 5 है केवीएल लागू करें यहां दोनों ही मामले हैं और बस इसे हल करें तो ये सभी समीकरण अब लिख सकते हैं स्लाइड समय देखें 2606 तो अगर ऐसा करते हैं तो मेष 4 यह 6 i4 i5 5 ix 0 के बराबर हो जाएगा इसी तरह मेष 5 समीकरण लिखें और उस मेष5 को देखें यह i5 ix बन जाएगा क्योंकि दिशा बस होगी ऊपर की ओर और नीचे की ओर देखें तो इस समीकरण को 9 और 10 को प्रतिस्थापित करने पर यह समीकरण मिलेगा कि 6 i4 4 ix 0 0 और यह एक 20 है इसे हल करने पर ix ' 16 17 एम्पियर पर मिल जाएगा स्लाइड समय देखें 2637 इसलिए ix ix ix ' 8 अपान 17 एम्पीयर यदि इसे हल करने पर इस सर्किट को एक ही उत्तर मिलेगा 18 अपान 17 एम्पीयर बस यहां एक और एक सरल उदाहरण देखेंफिगर में दिखाए गए सर्किट के सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करके निर्धारित करें 3 सोर्स 2 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैं स्लाइड समय देखें 2658 एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स तो एक बार में एक ले लो स्लाइड समय देखें 2706 तो पहले 2 वोल्टेज सोर्सेस को किया जाता है केवल करंट सोर्स है तो यह एक साधारण बात है क्योंकि 6 Ωऔर 8 Ω दोनों जो हमारा क्या कहलाता है r सीरीज़ हैं अगर देखो कि दोनों सीरीज़ में हैं तो 6 8 वास्तव में 14 Ω है लेकिन किसी भी तरह से करंट i1 का पता लगाना है तो यह सर्किट 8 Ω यह बात है और जब पहली केस में करंट i1 है क्योंकि i1 i2 i3 इसी तरह जब यह 16 वोल्टेज सोर्स लिया जाता है तो इसका मतलब है लेकिन करंट सोर्स ओपन है और जब एक और वोल्टेज सोर्स शार्ट है इसी तरह तीसरे के लिए 12 वोल्ट का सोर्स है जो करंट सोर्स ओपन है और दूसरा वोल्ट शार्ट है तो इस तरह से एक समय एक सोर्स को ले बाकी को बंद कर दे तो यह पता लगाने का बहुत आसान तरीका यहाँ i1 है तो अगर यह पता लगाने की कोशिश करें कि आर क्या होगा इस बात को i1 तो यह r 8 Ω और6 Ω है मूल रूप से वे सीरीज में और उसके साथ हैं और इसका मतलब है कि यह 14 Ω है और यह आर 2 Ω है और इसके साथ ही यह करंट सोर्स है यह करंट सोर्स है वहाँ 6 एम्पीयर है मूल रूप से यह सब 3 चीजें समानांतर में हैं तो फिर i1 क्या होगा तो यह केवल करंट डिविजन मेथड है इसलिए यदि i1 का पता लगाने की कोशिश की जाए तो i1 2 2 14 r 4 एम्पीयर से विभाजित होगा तो मूल रूप से यह 05 एम्पीयर 16 64 बाइ 16 हो जाएगा इसलिए यह 2 r 8 8बाइ 16 05 एंपिय रहोगा स्लाइड समय देखें 2855 तो i1 05 एम्पीयर होगा इसलिए यह बहुत आसान है इसी तरह सीधे यहाँ वह मिलेगा जो i2 होगा i2 मूल रूप से r होगा यदि जोड़ 6 6 और 8 सभी सीरीज में हैं तो इस दिशा में 16 r 16 r तो r i2 होगा 1616 1 एम्पीयर तो यह r 1 एम्पीयर है इसलिए r i2 है और फिर r i3 है स्लाइड समय देखें 2919 तो इस मामले में i3 यहाँ इस मामले में यह 6यह हमारा जिसे हम क्या कहते हैं सीरीज में है तो मूल रूप से अगर क्षमा करें यदि हमारा केवीएल लागू करें तो यह 16 i3 होगा फिर एनकाउंटर टर्मिनल 12 0 इसलिए i3 3 4 एम्पियर द्वारा तो यहाँ मैं इसे i3 075 एम्पीयर बना रहा हूँ क्योंकि यहां यह टर्मिनल एनकाउंटरिंग है अगर केवीएल को इस तरह लागू करें इसका मतलब है सुपरपोजिशन थ्योरम i1 i2 i3 स्लाइड समय देखें 3004 तो इस मामले में आर इन सभी चीजों ने उस सर्किट में यह सब बातें बताई हैं a b c सब कुछ बताया और i1 i2 की गणना को भी बताया i3 को भी बताया 075 स्लाइड समय देखें 3012 यदि एक सुपरपोजिशन लागू करें i1 i2 i3 यह 05 1 075 075 एम्पीयर है यह सुझाव दें कि इस सर्किट को एक पूरे के रूप में हल करें इस सभी स्रोतों पर विचार करके इस सर्किट को हल करें और देखें कि यह समान हो रहा है खेद है कि जो भी सुपरपोजिशन हमें इस के साथ मिला है उसका उपयोग करके वही वैल्यू मिल रहा है Glossaryशब्दकोश English Word Word Meaning Homogeneity property होमोजेनििटी प्रॉपर्टी समरूपता गुण Excitation एक्साइटेसन उद्दीपन Response रिस्पांस प्रतिक्रिया Constant कांस्टेंट अचर स्थिर multiply मल्टीप्लाई गुणा input इनपुट डालना additivity property एडिटिविटी प्रॉपर्टी योजगता के गुण linear element लीनियर एलिमेंट रैखिक तत्व homogeneity होमोजेनििटी समरूपता dependent source डिपेंडेंट सोर्स आश्रित resistor रजिस्टर प्रतिरोध consume कंज्यूम खपाना value वैल्यू मान breaking ब्रेकिंग तोड़ना parallel पैरलल समानांतर open ओपन खुला additivity एडिटिविटी योज्यता Reference रिफरेंस संदर्भ